ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है और उससे आगे चलकर मुझे हानि हो सकती है इसलिए इस मॉड्यूल में हम क्वालिटी को उजागर करूँगा जिनकी आपको देखभाल करने की आवश्यकता है जब आप इन डिज़ाइनों को बनाते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता होती है इसलिए क्वालिटी मेज़र्स हैं वे कितनी निकटता से जुड़ी हुई हैं अब निश्चित रूप से दो क्लासेस हैं अगर दो अलग अलग क्लासेस हैं और उनके बीच बहुत अधिक कपलिंग है यह क्लास अन्य क्लासेस से बहुत सारी जानकारी का उपयोग करती हैऔर इसी तरह वह अन्य क्लास इस क्लास की बहुत सारी जानकारी का उपयोग करती है तो निश्चित रूप से उन्हें अलग अलग क्लासेस के रूप में बनाना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है उन्हें एक ही मॉड्यूल में होना चाहिए था उन्हें एक ही क्लास में होना चाहिए इस प्रकार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास दो क्लासेस हैं और हमारे पास जो कपलिंग प्रदान करता है लेकिन निश्चित रूप से यदि हम इनहेरिटेंस है

यदि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए

इसलिए हमने विभिन्न पहलुओंआस्पेक्ट्स के रूप में अच्छी तरह से बदल जाते हैं दूसरे अगले दो मेज़र्स लेता है और उन्हें एक के बाद एक Push करता है मैं ऐसा कर सकता हूँ मेरा मतलब यह है कि इस तरह से मैं Stack के सिमेंटिक को सही भी बना सकता हूं लेकिन यह एक अच्छा डिजाइन नहीं है क्योंकि यह डिजाइन के न्यूनतम सिद्धांतमिनिमलिस्ट प्रिंसिपल है जो दूसरी तरफ डिजाइन के संदर्भ में कहता है कि मुझे जिस चीज को कवर करने की जरूरत है उसे कैसे कवर किया है उदाहरण के लिए अगर मैं एक Stack डिजाइन करता हूं जिसमें एक Push Pop और Top है और Empty नहीं है विश्लेषणएनालिसिस की गारंटी के पालन करने में की थी तो इस तरह से पर्याप्ततासफिसिएन्सी होते हैं लेकिन इसके आधार पर आप विभिन्न क्लासेस आवश्यक होंगे इसलिए जब भी आप डिज़ाइन करते है तो आपको इन मेज़र्स हो रहे है तो पहली बात यह है कि निश्चित रूप से हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि मैसेजेस का सेट क्या हो सकता है ऐसे ऑपरेशन क्या हो सकते हैं जिन्हें एक निश्चित क्लास को सपोर्ट करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम इस बारे में बात कर सकें कि इसके इंटरनल्स कर रहे हैं तो यह एक आसान समस्या नहीं है लेकिन जब आप क्राफ्टिंग कर रहे हैं तब आपको मुख्य रूप से इन दोनों पहलुओं के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है एक इंटरफ़ेस के समग्र व्यवहारओवरऑल बिहेवियर तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं फंक्शनल सिमेंटिक्स है जिसका मतलब है कि यदि आपके पास ऑपरेशन हैं जहां हर ऑपरेशन जो बहुत छोटी छोटी चीजें करता है जैसे मेरे पास एक ऑपरेशन है जो सिर्फ वैल्यू करता है यह डिस्प्ले करता है यह उसी मेथर्ड में अकाउंट बैलेंस को डिस्प्ले करता है यदि कोई ओवरड्राफ्ट डिफॉल्ट है तो मैसेज को थ्रो करता है तो यह सब एक सिंगल मैसेज या सिंगल ऑपरेशन में हो रहा है अतः यह बहुत ज्यादा कोर्स बन जाता है कि आप सटीक रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि क्या फाइन करने की गुंजाइश है और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं Stack के बारे में बात कर सकता हूं जो आपको कई पाठ्य पुस्तकों में मिलेगा आपके पास Stack के लिए एक इंटरफ़ेस है जहां Push उसी तरह से काम करता है लेकिन Pop में एक परिभाषा है जो उस Top एलिमेंट को हटा देता है और आपको एलिमेंट लौटा देता है और इसमें एक Empty है अब यदि आप एक Pop को इस तरह परिभाषित करते हैं जो एलिमेंट को हटा देता है और साथ ही एलिमेंट को रिटर्न करता है तो यह निर्णय आपको लेना होगा कि क्या आप इसे बहुत कोर्स बना रहे हैं क्या आपको इसे दो ऑपरेशन में विभाजित करना चाहिए एक जो एलिमेंट को हटाता है और एक जो Top एलिमेंट को वापस करता है तो इस आधार पर आपको डिज़ाइन करना चाहिए और इस मामले में एक त्वरित विश्लेषण क्विक एनालिसिस के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस एलिमेंट को हटाना नहीं चाहते हैं तो आपको फिर से इस एलिमेंट को Push करना होगा तो इसका मतलब है कि अतिरिक्त काम और अतिरिक्त समय और कुछ मामलों में इसका मतलब अलग से सिमेंटिक भी हो सकता है तो इस प्रकार के विकल्प है जो महत्वपूर्ण है और एक मेथर्ड किया जा सकता हो आपको यह देखना होगा कि इसके इंप्लीमेंटेशन की कंपलेक्सिटी क्या है इसे कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है और निश्चित रूप से यह आपके पास मौजूद ज्ञान डिजाइनर द्वारा बिहेवियर के इंप्लीमेंटेशन प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंस कितने पास है अब जब हमारे पासफंक्शनल सिमेंटिक्स से एलिमेंट को खोजें इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यदि आपको एलिमेंट्स को बहुत जल्दी खोजना हैं तब आप संभवतः ऑपरेशंस को इस तरह डिजाइन करेंगे कि टाइम की तुलना में अधिक लाभकारी होगा तो वे टाइम स्पेस सिमेंटिक्स की आवश्यकता है जिसे हमें डिजाइन में रखने की आवश्यकता है तो आपके ऑपरेशन्स की इन आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होना चाहिए एक बार जब आप ऑपरेशन्स चुन चुके होते हैं तो आगे बढ़ते हुए हमें क्लासेस के बीच रिलेशनशिप्स को चुनना होगा इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने कहा है मेरे पास ऑब्जेक्ट X है और यह मैसेज M को ऑब्जेक्ट Y पर भेजता है अब निश्चित रूप से यह मैसेज M है जो मैंने तय किया है क्योंकि मैंने अपना ऑपरेशन चुना है इसलिए मुझे मैसेज M पता है अब एक बार जब यह हमारे पास है तो स्वाभाविक रूप से अगर इस मैसेज को प्रत्यक्ष डायरेक्ट होना चाहिए यह विभिन्न एनकैप्सूलेशन विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन आदि के आधार पर होगा जब तक X के लिए Y एक्सेसिबल नहीं है तो यह मैसेज डिजाइन या ऑपरेशन डिजाइन काम नहीं करेगी इसलिए रिलेशनशिप्स का चुनाव ऑपरेशंस की विभिन्न चॉइस और जिस तरह से आपने डिजाइन करना शुरू किया है उसे ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और दो सिद्धांत जिनका लोग बहुत बार अनुसरण करते हैं पहला Demeter का कानून या केवल इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास यह है यहाँ बहुत कुछ है तो हम इस तरह की हैरारकी को वाइड हैं तो वे उन प्रॉपर्टीज को शायद ही साझा करते हैं जिन्हें साझा किया जा सकता था वही इन्हेरिटेंस का एक मूल उद्देश्य है कि विभिन्न क्लासेस के पार प्रॉपर्टीज को साझा करना इसलिए अगर हैरारकी बहुत वाइड कर दिया है कि आपके पास एक अच्छी मेनेजेबल डिजाइन नहीं है तो आपको याद होगा कि पहले के मॉड्यूल मॉड्यूल 14 में हमने Vehicle डिजाइन पर चर्चा की थी उस प्रकार की डिजाइन को संतुलित डिजाइनबैलेंस्ड डिजाइन नहीं किया है इसी तरह के सिद्धांतों को एग्रीगेशन है तो समझौताकारी तालमेलट्रेड ऑफ खुद को देखने का एक तरीका है एक दृश्य है कि Car में Engine होता है अब क्या मैं कह सकता हूं कि Engine से इनहेरिटेंस में मिली Car Engine का स्पेशलाइजेशन करने का सही तरीका क्या है तदनुसार आपको चुनाव करना चाहिए और इसी बारे में Law of Demeter बात करता है इसके अलावा आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है अब निश्चित रूप से 3 विकल्प है कि आपकी Board मेथर्ड Passenger क्लास में हैं और Bus को एक पैरामीटर के रूप में जाने दें ताकि आप उसे भेज सकें या Board मेथर्ड Bus क्लास में हैं और यहां Passenger एक पैरामीटर है या दोनों के पास Board मेथर्ड हो सकती है जो आपस में सहयोग करती हो अब विजिबिलिटी होना चाहिए जिससे Passenger इसे मैसेज भेज सकते हैं तो ये मैकेनिज्म के मामले में विभिन्न विकल्प हैं जिन्हें आपको रिलेशनशिप के निर्णय लेने के लिए लागू करना होगा डिजाइन की गुणवत्ताक्वालिटी पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिन्हें गंभीर रूप से नियमित रूप से देखने की आवश्यकता है रिप्रेजेंटेशन जो आप क्लास के लिए उपयोग कर रहे हैं और क्लास की पैकेजिंग या प्लेसमेंट तो एक बड़े सिस्टम रूप में हो इसलिए प्रतिनिधित्वरिप्रजेंटेशन के बिना हो सकता है इसलिए यह बहुत बुनियादी आवश्यकता है जो कि किसी भी इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए इसी तरह किसी भी एप्लीकेशन हो जाते हैं लेकिन मुझे यहां टाइम की जाती है या एक बार गणना कर उसे संग्रहित कर रख सकते हैं मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा मान लीजिए कि आपको नियमित रूप से एक Employee की Age की जरूरत है अब आप क्या कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से Age गतिशीलडायनामिक कर सकते हैं आमतौर पर आपको दिनों की ग्रैन्युलैरिटी करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप कंप्यूटेशन तय करेंगे कि आप किस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरह का इंप्लीमेंटेशन करते हैं अंत में पैकेजिंग असेंबलियों और अन्य के आधार पर पैकेजिंग के बारे में फैसला करना होगा लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष रूप से विजिबिलिटी होता है क्योंकि यदि आप एक मॉड्यूल में एक निश्चित क्लासेस को एक साथ रखते हैं तो उन्हें पारस्परिक रूप से दिखाई देना बहुत आसान है और उनकी विजिबिलिटी को किसी अन्य से छुपाने के लिए जो की समान मॉड्यूल में नहीं है इसलिए वे पैकेजिंग के कारकफैक्टर्स की पसंद को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए इस मॉड्यूल को सारांशित करने के लिए हमने आपको एब्सट्रैक्शन को डिज़ाइन करने के लिए और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए कुछ क्वालिटी मेज़र्स को ध्यान में रखना होगा हम इसे अगले सप्ताह के मॉड्यूल में ले जाएंगे जहां हम आपको ऑब्जेक्ट्स के बेहतर डिज़ाइनर बन जाएंगे जिसे आपको काम करने के लिए दिया गया है